नमस्कार इस कोर्स माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम सप्ताह 5 में है पिछले मॉड्यूल में मैंने रिजोनेटर्स के मूल को कवर किया था और मैंने दिखाया था कि सरल माइक्रोवेव कंपोनेंट्स जैसे कि शॉट स्टब या खुले स्टब का उपयोग करके हम एक शंट और सीरिज़ रेज़ोनेटर दोनों का निर्माण कर सकते हैं इस मॉड्यूल में हम वास्तविक नैरोबैंड फिल्टर को बनाने के लिए उन रेज़ोनेटर का उपयोग करेंगे तो आइए हम समीक्षा करें कि हमने पिछले मॉड्यूल में क्या किया था हमारे पास एक छोटा या शंट स्टब था और हमने देखा कि हम इस तरह के गैप को जोड़कर प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं तो एक नैरोबैंड फिल्टर का पहला सिद्धांत यह है कि यदि हमारे पास रेज़ोनेटर में एक सीरिज़ रेज़ोनेटर सीरिज़ में है या शंट में शंट रेज़ोनेटर होता हैयह एक बैंड पास फिल्टर को बनाता है और अगर हमारे पास इसका कांसेप्ट है तो जब भी हम बैंड पास या बैंड स्टॉप फिल्टर को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें इसे ध्यान में रखना होगा अब रेज़ोनेटर जिसकी हमने पिछले मॉड्यूल में एक गैप के साथ खुले स्टब कपल्ड का उपयोग करके चर्चा की थी जो एक सीरिज़ इंडक्टर का एक उदाहरण है खैर यह सीरिज़ रेज़ोनेटर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर शंट रेज़ोनेटर के रूप में कार्य कर सकता है हम कहते हैं कि हम इसे एक फ्रीक्वेंसी रेंज में उपयोग कर रहे हैं जहां यह एक सीरिज़ रेज़ोनेटर के रूप में कार्य करता है तो उस स्थिति में हम इसे कैसे बनाते हैं इसे एक फिल्टर के रूप में उपयोग करें तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे उस रेज़ोनेटर का उपयोग करके एक बैंड स्टॉप फ़िल्टर बना सकते हैं अगर हमारे पास एक साधारण क्रॉस मोशन लाइन है जैसे कि एक फिल्टर के साथ एक गैप कपल्ड ओपन सर्किट रेज़ोनेटर की कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z1 है तो यह शंट में एक सीरिज़ रेज़ोनेटर है इसलिए यह एक बैंड स्टॉप फिल्टर के रूप में कार्य करेगी अब इसका और भी बेहतर संस्करण 2 बैंड स्टॉप है जिसमें 2 रेज़ोनेटर हैं अब अगर हमारे पास एक सीरीज़ रेज़ोनेटर हो सकता है तो एक बैंड स्टॉप फ़िल्टर में देखें हमें सीरिज़ में एक शंट रेज़ोनेटर या शंट में एक सीरीज़ रेज़ोनेटर की आवश्यकता है इसलिए हमने देखा कि शंट में सीरीज़ रेज़ोनेटर को कैसे लागू किया जाए अब अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं यानी हम सीरिज़ में एक शंट रेज़ोनेटर को लागू करना चाहते हैं तो यह एक समस्या बन जाती है क्योंकि एक ही खुले स्टब का उपयोग करके शंट रेज़ोनेटर को बनाना मुश्किल है क्यों बनाना मुश्किल है देखिए एक ओपन स्टब रेज़ोनेटर का हमेशा एक छोर खुला होता है उसे खुला रखना होता है चूंकि यह एक ओपन स्टब रेज़ोनेटर है इसलिए इसे खुला रखना पड़ता है और दूसरे छोर पर यह सीधे जुड़ा या गैप कपल्ड हो सकता है जबकि शंट में यह आसानी से बनाना किया जा सकता है क्योंकि शंट में यह अंत सर्किट से लटका होगा लेकिन सीरिज़ में यह आवश्यक है कि दूसरे छोर पर कुछ जुड़ा हुआ है जो संभव नहीं है क्योंकि यह एक अलग शंट खुला स्टब है इसे खोलना होगा तो एक ओपन स्टब गैप कपल्ड रेज़ोनेटर का उपयोग करके सीरिज़ में एक शंट रेज़ोनेटर को लागू करना संभव नहीं है यह एक शंट रेज़ोनेटर के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि यह कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए हाई इंपेडेंस दे सकता है लेकिन यह सक्षम नहीं होगा क्योंकि यह सीरिज़ में जुड़ा नहीं हो सकता है इसलिए इसे सीरिज़ में एक रेज़ोनेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो यह एक मौलिक सीमा है फिर इस सर्किट पर वापस आ रहे हैं जिस पर हमने कुछ मिनट पहले चर्चा की थी अगर हमें किसी अन्य रेज़ोनेटर का उपयोग करना है तो हमें अनिवार्य रूप से एक सर्किट एक हंटर रेज़ोनेटर को सीरिज़ में लगाने की आवश्यकता है इसे करने का एक और तरीका है हमारे पास शंट में 2 खुले स्टब रेज़ोनेटर गैप कपल्ड रेज़ोनरेटर हैं जिनके बीच में लैम्ब्डा 4 की दूरी है चूंकि लैम्ब्डा 4 एक चौथाई वेव ट्रांसफार्मर को दर्शाता है यह क्या करता है कि एक तिमाही वेव ट्रांसफार्मर की उपस्थिति के कारण यह इंपेडेंस को उल्टा सकता है जो दूसरे छोर से जुड़ी है इस पॉइंट से भले ही यह शंट में एक सीरिज़ रेज़ोनेटर है यह वास्तव में इस पॉइंट से सीरिज़ में एक शंट रेज़ोनेटर के रूप में दिखाई देता है इसी तरह इस पॉइंट से यह रेज़ोनेटर भले ही शंट में सीरिज़ रेज़ोनेटर सीरिज़ में एक शंट रेज़ोनेटर के रूप में दिखाई देगा तो यह एक सीरिज़ रेज़ोनेटर का उपयोग करके एक बैंड स्टॉप फ़िल्टर को लागू करने का तरीका है एक बात पर ध्यान दें कि सीरिज़ रेज़ोनेटर वह हैं जिन्हें पसंद किया जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शंट रेज़ोनेटर को सीरिज़ में जोड़ा जाना है बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए हमें सीरिज़ में जुड़े रहने के लिए शंट रेज़ोनेटर की आवश्यकता है जो संभव नहीं है ओपन स्टब्स या शॉर्ट स्टब्स का उपयोग कर रेज़ोनेटर का सीरिज़ कनेक्शन संभव नहीं है ओपन स्टब्स या शॉर्टेड स्टब्स को हमेशा शंट में आसानी से जोड़ा जा सकता है लेकिन सीरिज़ में नहीं इसलिए हम इंपलीमेनटेशन को प्राथमिकता देते हैं जहां हमारे सभी रेज़ोनेटर शंट में हैं चाहे बैंड पास के लिए हो या बैंड स्टॉप के लिए तो यह हमारे बैंड स्टॉप फिल्टर के बारे में कुछ था अब हम बैंड पास फिल्टर की तरफ जा रहे है जैसा कि मैंने कहा था बैंड पास फिल्टर अनिवार्य रूप से सीरिज़ में एक सीरिज़ रेज़ोनेटर या शंट में एक शंट रेज़ोनेटर की आवश्यकता है फिर से मैंने कहा कि सीरिज़ रेज़ोनेटर को खुले स्टब या शॉर्ट स्टब जैसे माइक्रोवेव कंपोनेंट्स का उपयोग करके लागू करना संभव नहीं है हम शंट इंपलीमेनटेशन के लिए जाएंगे जाने से पहले हमें एक बैंड पास फिल्टर के इंसर्शनल लॉस को नोट करना होगा मान लें कि यह हमारा रेज़ोनेटर है शंट में एक शंट रेज़ोनेटर है तो यह एक जनरेटर और एक लोड से जुड़े शंट में एक शंट रेज़ोनेटर है जेनरेटर आंतरिक इंपेडेंस Z0 है तो यह इनपुट और आउटपुट दोनों पर Z0 से मेल खाता है या यूं कहें अगर हम सीरिज़ में एक सीरिज़ रेज़ोनेटर को इस तरह मानते हैं तो यह निश्चित रूप से बैंड पास का मामला है क्योंकि हमारे पास सीरिज़ में या तो सीरिज़ रेज़ोनेटर है या शंट में शंट रेज़ोनेटर है अब यह दिखाया जा सकता है इंसर्शनल लॉस LI बराबर है 1 S21 सकेयर के जो इस सूत्र द्वारा दिया गया है स्लाइड के साथ फिर से डेरिवेशन दिखाया गया है इसलिए मैंने कहा कि बैंड पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर दोनों के लिए हम रेज़ोनेटर के शंट इंपलीमेनटेशन को प्राथमिकता देंगे इसलिए यह बनाने का एक तरीका है कि अगर हमारी लंबाई इस खुले स्टब से ठीक से बंधी हुई है और कहते हैं कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि यह इस गैप कपलड रेज़ोनेटर की हाई इमपीडेंस अवस्था से मेल खाती है तो यह शंट में एक शंट रेज़ोनेटर का इंपलीमेनटेशन है और इस तरह हम इसे बना सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आप जानते हैं कि इस खुले स्टब की सीरिज़ इंपलीमेनटेशन संभव नहीं है हालांकि जो संभव हो सकता है वह एक खुले स्टब का उपयोग नहीं करना है बल्कि एक सरल ट्रांसमिशन लाइन तत्व का उपयोग करना है अगर हमारे पास इस तरह की संरचना है और इसकी लंबाई लैम्ब्डा 2 है आइए हम कहते हैं कि लंबाई T के अंतराल पर और यहां भी एक लंबाई T के समान है अब इस रेज़ोनेटर के बराबर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इस तरह है अब अगर हम इस पूरी संरचना के मापदंडों का पता लगाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 सर्किट हैं कैसकेड में 2 कैपेसिटर और ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई है तो जैसे हमने शाखा लाइन हाइब्रिड के लिए किया था इस संरचना के सारे S पैरामीटर को पूरे ABCD मैट्रिक्स से पाया जा सकता है और इस पूरी संरचना के ABCD मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए हम बस इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के ABCD मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं और पूरे ABCD मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं A B C D 1 jXc 0 1 Xc 1c A B C D 1 jXc 0 1 Xc XcZ0 तो इस कैपेसिटर सीरिज़ कैपेसिटर के लिए ABCD मैट्रिक्स को इस तरह दिया जाता है जहाँ यह XC के समान है या यदि नॉर्मलआईजड ABCD मापदंडों का उपयोग कर रहे हैं तो यह इस तरह होगा तो फिर कुल मिलाकर अगर हम अपने बैंड पास फिल्टर में वापस आते हैं जहां सभी 3 तत्व कैस्केड में हैं तो ABCD मैट्रिक्स की गणना नॉर्मलआईजड ABCD मैट्रिक्स से की जा सकती है A B C D 1 jXc 0 1 cos ∅ ∅ ∅ cos ∅ 1 jXc 0 1 और फिर अंत में यदि हम इसे गुणा करते हैं तो इस मैट्रिक्स का अंतिम मूल्य जो आता है A B C D cos ∅ Xc∅ ∅ 2j Xccos ∅ ∅ cos ∅ Xc∅ LI1 2ABCD22 अब इससे हम मूल्य की गणना कर सकते हैं LI यानी इनसर्शन लॉस जो इस संबंध द्वारा दिया गया है LI 1Xc2 12 XC sin ∅ cos ∅ 2 LI 1 12 XC sin ∅ cos ∅ 0 Z0 cot rLvp 12rC और फिर इस गणितीय डेरिवेशन को करने के बाद जो अंतिम मूल्य निकलता है वह LI 1 XC स्क्वायर हाफ XC बार Sin phi Cos phi होल स्क्वायर है अब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर यह LI 1 के बराबर है इसलिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर LI को इस 1 के बराबर होना चाहिए और इसलिए हमें रेजोनेंस पर आधा होना चाहिए इसलिए इस पद के लिए 0 होना चाहिए और इससे हम संबंध बना सकते हैं अब यह एक आईटरेटीव इक्वेशन है इस इक्वेशन को आईटरेटीव रूप से हल किया जाना है क्योंकि इस ओमेगा आर के लिए कोई क़रीबी मूल्य नहीं है एक सरल उपयोग करना यदि आप सिर्फ MATLAB में एक प्रोग्राम लिखते हैं तो आप आसानी से संख्यात्मक तरीकों का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि ओमेगा आर का मूल्य क्या है LI 1∅r 2 Xcr2 x Xcr2416 f2 1 QL2 QL ∅rXcr Xcr244 इस गणना को थोड़ा आसान बनाने के लिए इस LI को और सरल बनाया जा सकता है मुझे इसे लगभग 1 phi R स्क्वायर XCR बार गुणा XCR बार स्क्वायर 4 अपान 16 एप्सिलॉन F स्क्वायर लिखना चाहिए और यह मैंने सिर्फ एक बैंड पास फिल्टर के LI के लिए सूत्र बताया अब एक बैंड पास फिल्टर के लिए जिसमें एक लॉसलेस रेज़ोनेटर है वह यह है जिसके लिए QU अनंत के बराबर है उस तरह के फिल्टर के लिए चूंकि हम मान रहे हैं कि हम जिस रेज़ोनेटर का उपयोग कर रहे हैं यह गैप कपल्ड सीरिज़ रेज़ोनेटर लॉसलेस है इसलिए LI को इस तरह लिखा जा सकता है अब इन 2 समीकरणों की तुलना करते हुए हम पा सकते हैं कि हम QL के लिए एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि phi R XCR बार अपान XCR बार यह XC का मूल्य है जो कि फ्रीक्वेंसी स्केल पर सीरिज़ कैपेसिटर की रिएक्टेंस की मूल्य है फिर QL इस के बराबर आता है जहाँ phi R इस समीकरण से आता है जिसे हमने पहले प्राप्त किया था LI1Xc212Xcsin 2 LI 1 12 XC sin ∅ cos ∅ 0 Z0 cot rLvp 12rC Phi R इसी समीकरण से आता है LI 1Xc2 12 XC sin ∅ cos ∅ 2 LI 1 12 XC sin ∅ cos ∅ 0 Z0 cot rLvp 12rC माफ़ कीजिए phi R इस समीकरण के समाधान से आता है जिसमें Sin और Cos शामिल हैं LI≈1r2Xc2Xcr2416f21QL2 QLrXcrXcr2416 तो Phi R pi T inverse 2Z0XCR के बराबर है इसलिए सारांश में आप जानते हैं कि शुरू में जो दिया गया है वह लोड किया गया Q फैक्टर है जिसे आपको प्राप्त करना है आपको एक निश्चित रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और लोड किए गए Q फैक्टर दिए जाते हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना पड़ सकता है या आपको लोड किए गए Q फैक्टर भी नहीं दिया जा सकता है आपको बस दो 3dB फ्रीक्वेंसी दी जा सकती हैं यदि आप दो 3dB फ्रीक्वेंसी को जानते हैं तो आप QL के वैल्यू का पता लगा सकते हैं और फिर एक बार QL को जान लेने के बाद आप इन समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं वैल्यूज़ का पता लगाने के लिए जिनसे हम रेज़ोनेटर को डिज़ाइन करते हैं LI≈1r2Xc2Xcr2416f21QL2 QLrXcrXcr2416 देखें यदि आप इस समीकरण को प्लॉट करते हैं तो यह XCR या नॉर्मलआईजड XCR इस प्लॉट पर तो X एक्सिस पर XCR Z0 या नॉर्मलआईजड XCR है और Y एक्सिस पर हमारे पास यह QL है तो यह ग्राफ इस समीकरण को दिखाता है अब मान लीजिए कि आपको एक निश्चित QL वैल्यू दी गई है जिसे आपको हासिल करना है तो आप इस ग्राफ से XCRZ0 पा सकते हैं 2 ABCD22 यह XCR Z0 इस XCR Z0 मान से है जो आपने प्राप्त किया है आप C का मान ज्ञात कर सकते हैं कि इस गैप में आपको जो कैपेसिटेंस कनेक्ट करना है तो जो शेष बचा है वह इस Z0 के मूल्य का पता लगाना है और इस समीकरण से Z0 का पता लगाया जा सकता है तो एक बार जब आप XCR को जानते हैं तो आपको पता है कि आप Z0 और L के मूल्य की गणना कर सकते हैं तो यहाँ एक उदाहरण है कि हम इस समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं इस उदाहरण में आपको 2 GHz पर एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना होगा और दो 3DB फ्रीक्वेंसीयों 1950 और 2050 मेगाहर्ट्ज़ पर होंगे और Z0 50 ohms के बराबर है पहले आप इस केंद्र फ्रीक्वेंसी और दो 3dB फ्रीक्वेंसीयों से QL का पता लगाते हैं और इस चार्ट का उपयोग करके आपको पता चलता है कि QL के इस मान के लिए XCR Z0 इस मूल्य का उपयोग कर 525 है तो आप XCR Z0 जानते हैं तब आप XCR और C के बारे में पता लगा सकते हैं और सटीक लाइन की लंबाई जो बीटा RL है इस मूल्य से पता लगाया जा सकता है हम XCR Z0 को जानते हैं इसलिए हम प्लॉट R का पता लगा सकते हैं और चूंकि phi R बीटा R L के बराबर है इसलिए यहाँ से अगर हम बीटा R का मूल्य जानते हैं तो हम L का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं तो बस एक बार फिर से संक्षेप में बताएं पहले हम दिए गए शर्तों से QL का पता लगाते हैं उस से हम इन 2 समीकरणों और इस प्लॉट का उपयोग करके XCR का पता लगा सकते हैं यह कथानक मूलतः इन 2 समीकरणों का बोध है और एक बार जब हम XCR Z0 को जान लेते हैं तो हम C का पता लगा सकते हैं एक बार जब हम C का पता लगा लेते हैं तो हमें अपने डिज़ाइन का एक कंपोनेंट मिलता है और फिर XCR Z0 के मूल्य का उपयोग करके हम phi R का पता लगा सकते हैं और phi R से हम बीटा R और इस इंटरमीडिएट सेक्शन की लंबाई का पता लगा सकते हैं सारांश में यह है कि आप जानते हैं कि इस मॉड्यूल में हमने 2 विशिष्ट डिजाइनों को कवर किया है पहला है जो एक शंट रेज़ोनेटर का उपयोग करके एक बैंड स्टॉप फिल्टर और दूसरा सीरिज़ रेज़ोनेटर का उपयोग करके एक बैंड पास फिल्टर का है इसलिए अगले मॉड्यूल में हम आगे के प्रकारों के कुछ और इंपलीमेनटेशन देखेंगे जो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं इसलिए समाप्त करने से पहले मैं एक बात का आप पर प्रभाव डालना चाहता हूं कि यदि आप एक रेज़ोनेटर के रूप में खुले या छोटे स्टब्स का उपयोग कर रहे हैं तो आपको उन्हें शंट में कनेक्ट करना होगा यदि दूसरी ओर आप ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई का उपयोग कर रहे हैं जो दोनों तरफ से जुड़ा हो सकता है जैसा कि हमने बैंड पास फिल्टर के लिए देखा था तो आप एक सीरिज़ रेज़ोनेटर का उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आप शुद्ध रूप से खुला या शुद्ध रूप से लघु रेज़ोनेटर का उपयोग कर रहे हैं तो इसे सीरिज़ में नहीं जोड़ा जा सकता है यह शंट में इस्तेमाल किया जाना है चाहे आप एक बैंड पास या एक बैंड स्टॉप फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं धन्यवाद